अब समस्या तब खड़ी होती है जब हमारे पास बड़े सीक्वेंस हैं उदाहरण के लिए अगर हमारे पास 100 सीक्वेंस हैं और 95 रेसिड्यू ठीक 95 रेसिड्यू दो सीक्वेंस एक में 100 रेसिड्यू और दूसरे में 95 रेसिड्यू अगर आपने सब के सब एलाइनमेंट का उपयोग किया तो आपको मिलेगा 550 लाख संभावनाएं तो बेहतर एलाइनमेंट कैसे पाया जा सकता है जैसे आप जानते हैं इसके लिए एक विस्तृत खोज की आवश्यकता है जो संभव नहीं है क्योंकि इसमें बहुत सारे मिश्रण होंगे तो इस स्थिति में जरूरत है स्मार्ट एल्गोरिदम की उत्पत्ति एलाइनमेंट को पाने के लिए कई विधियां है हैं इसमें एक है डायनेमिक प्रोग्रामिंग तो यह कैसे काम करता है यह समस्या को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है और उसका एनालिसिस करना पड़ता है और अंत में उन सब को जोड़कर हमें सुझाव मिलती है उदाहरण के लिए अगर मैं एक सीक्वेंस देता हूं CACGA और CGA हम पहले वाले से शुरू करते हैं पहला C और C इस पहले वाले को तीन प्रकार से एलाइनमेंट कर सकते हैं उसे कैसे कर सकते हैं आप C औरC को एक साथ ला सकते हैं स्टूडेंट दूसरा पोजीशन इसके अलावा आप C को यहां ला सकते हैं और यहां पर gap और यहां पर क्या और C यहां पर C और C को एक साथ लाने पर यह एलाइन हो जाता है तो इसका स्कोर होगा 1 और अगर C को निकाल दिया जाए तो यह पीछे रह जाता है और एक तरह से अगर दूसरे वाले में गैप लगा सकते हैं और पहला वाला एलाइंड है और बाकी जो है वह है CGA और दूसरे वाले को हमने कुछ किया नहीं तो CGA तीसरा ऑप्शन है अगर हमने पहले वाले में गैप लगा दिया तो तो यहां पर क्या है हमने पहले सीक्वेंस में कोई भी न्यूक्लियोटाइड का प्रयोग नहीं किया दूसरे वाले में C का प्रयोग हुआ है और रेसिड्यू है GA इसी तरह जारी रखें और उचित रूप से स्कोर करें अंत में आप सब स्कोर को जोड़कर अनुमान लगा सकते हैं कि यहां का एलाइनमेंट क्या होगा एक सीक्वेंस या एक सीक्वेंस की जोड़ी को एलाइन करने के लिए अनेक तरीके हैं उदाहरण के लिए अगर आप सीक्वेंस a देख रहे हैं यह है सीक्वेंस a 3 6 8 3 6 8 न्यूक्लियोटाइड और सीक्वेंस b उससे लंबा है एलाइन करने के अनेक तरीके देखेंगे उदाहरण के लिए आप इस तरह एलाइन कर सकते हैं या उस तरह यहां पर मैं पहले सीक्वेंस को दूसरे सीक्वेंस के दाई तरफ ले आता हूं बीच बीच में मैं गैप देता हूं यहां पर गैप है और यहां पर तो इनमें कौन सा एलाइनमेंट बेहतर है यह या यह पहले आप एलाइनमेंट को देखें आप देख सकते हैं कि यहां पर दूसरे सीक्वेंस के दाई तरफ ले आने के कारण कुछ ठीक तरह से एलाइन हैं और हम कह सकते हैं कि यह एक अच्छा एलाइनमेंट है तो इनमें से हम किसका प्रयोग करने वाले हैं तो अलग अलग तरीके हैं उदाहरण के लिए अगर दो सीक्वेंस हैं और उनको एलाइन करने पर यहां एक मैच है क्योंकि दोनों एक ही तरह के हैं जैसे मैंने पहले डिस्कस किया है यह एक मिसमैच है क्योंकि दोनों अलग हैं और यहां पर गैप घुसा दिया है क्योंकि यहां पर एक डीलीशन है तो डीलीशन गैप में यहां पर हमने न्यूक्लियोटाइड घुसा दिया है तो यह इन्सर्शन् गैप है अब ऑनलाइन कैसे करेंगे तो यहां पर सीक्वेंस a रखें और यहां पर सीक्वेंस b इन्हें अलग अलग तरह से एलाइन किया जा सकता है इस तरह के एलाइनमेंट में पहली जगह पर है C तो C और C जुड़े हैं और 3 गैप हैं तो यहां पर तरफ आगे बढ़े तो फिर से 3 रेसिड्यू एलाइन होते हैं 1 2 3 ठीक है 1 2 3 और उसके बाद 2 गैप यहां पर 2 गैपऔर अंत में कोने में उनके अंतिम भाग एलाइन हुए हैं तो पहले वाला लेते हैं यह है सीक्वेंस a यह है सीक्वेंस a तो यह है सीक्वेंस b पहले हमने C औरC को एलाइन किया था तो C औरC कोई यहां रख कर 3 गैप लगाते हैं तो इस स्थिति में हमने 3 कैरक्टर को हटाया है 1 2 3 उसके बाद हमारे पास हैं 3 से 4 अक्षर 3 अक्षर 1 2 3 को हमने एलाइन किया है तो यहां पर कोने हैं 1 2 3 ठीक है यह दोनों यहां पर है और यहां पर 2 गैप हैं तो अगर हम खड़ी नीचे चलें तो यहां पर 2 गैप हैं और अंतिम वाला यहां पर है तो यहां पर जो है इसमें इस तरीके से जाना होगा अब अगर हम यहां पर सीक्वेंस को अलग तरीके से एलाइन कर रहे हैं हम मैचिंग स्कोर या मिसमैचिंग स्कोर की परवाह नहीं कर रहे हैं और सिर्फ एलाइन करने की कोशिश करते हैं अब अंतिम वाला एक गैप है तो यहां पर हमने सब कुछ एलाइन किया है और अंत में एक गैप लगाया है यहां पर है एक गैप तो अब अगर आपने पहले वाले में गैप लगाया तो यह एक गैप है और बाकी सब एलाइंड हैं तो यह और एक उदाहरण है यहां पर पहले आप एक गैप देखते हैं और यह C से एलाइन हुआ है इसके बाद C और G एलाइंड हैं इसके बाद फिर से 2 गैप हैं 3 और 4 एलाइंड हैं उसके बाद एक गैप ठीक है फिर 2 एलाइंड हैं और 1 गैप तो यह है मल्टीपल पाथवेज जिनसे सीक्वेंस को अनेक प्रकार से एलाइन कर सकते हैं लेकिन सवाल तो यह है कि इसमें से हम किसे चुने इसमें से बेहतर कौन सा है इस परिस्थिति में हम स्कोरिंग फंक्शन लगाते हैं ठीक है उदाहरण के लिए स्कोरिंग फंक्शन देते वक्त अगर एक मैच है तो उसका स्कोर देते हैं 8 अगर वह मिस मैच हो तो स्कोर देते हैं 5 गैप सिंबल हो तो देते हैं 3 उदाहरण के लिए अगर वह मैच हो तो इसका मतलब है wx y 8 if xy ठीक है अगर यह C और C हो तो तो मैच का स्कोर 8 होता है मिस मैच का स्कोर 5 if x इज नॉट इक्वल टू y यहां पर एक तो C है और दूसरा है T तो स्कोर देते हैं 5 गैप सिंबल हो तो देते हैं 3 उदाहरण के लिए एक तो C है और दूसरा एक गैप गैप सिंबल को मिसमैच स्कोर से ज्यादा पेनल्टी मिलनी चाहिए तो यहां पर ऐसे करते हैं अगर C और C का मैच हो तो स्कोर होता है 8 और अगला वाला होता है एक गैप तो इसके आगे क्या होगा 8 3 5 क्योंकि यहां पर 8 है क्योंकि गैप का स्कोर 3 है दट इस इक्वल टू 5 फिर से एक गैप लाते हैं तो यह नंबर होगा 5 स्टूडेंट 3 3 इक्वल टू स्टूडेंट 2 2 सही है तो फिर से एक गैप 1 इसी तरह हम स्कोर को जोड़ते हैं T T 3 स्कोर 1 8 इक्वल टू 7 अब यू चलिए इसके साथ यह तो मिसमैच है T और A का तो 5 दिस इज इक्वल टू 2 और अंत में हमें मिलता है स्कोर दट इज इक्वल टू 12 तो हम देखना चाहते हैं कि एक एलाइनमेंट के जरिए कितने नंबर पा सकते हैं इसे पाने के लिए अनेक रास्ते हैं अलग अलग रास्ते अलग अलग नंबर देते हैं इन सब को जोड़ने के लिए नीडलमैन और वुंश ने एक एल्गोरिदम उत्पन्न किया जो एलाइन करने की विधि चुनने का स्मार्ट तरीका है तो उदाहरण के लिए अगर पहला सीक्वेंस है a1 a2 am और दूसरा है b1 b2 bn तो हम अलग अलग प्रकार से एलाइन कर सकते हैं तो इसके लिए एक उचित इनीशिएलाइजेशन देते हैं और स्कोर देते हैं जो है Sij अगर हमारे पास एक न्यूक्लियोटाइड है और उसका एलाइनमेंट किसी दूसरे न्यूक्लियोटाइड से करना चाहते हैं तो या तो हम इन्सर्शन् या डीलीशन के लिए गैप दे सकते हैं या उन दोनों न्यूक्लियोटाइड की तुलना या तो मैच स्कोर या मिसमैच स्कोर के जरिए कर सकते हैं तो इन वैल्यूज़ का प्रयोग करते हैं ठीक है और अधिकतम वैल्यू जो हो सकता है इन्सर्शन् का या डीलीशन का मैचिंग स्कोर का या मिसमैचिंग स्कोर का यह निर्भर है a और b पर अगर वह मैचिंग हो तो मैच स्कोर देते हैं अगर मिसमैच हो तो मिसमैच स्कोर देते हैं और इसके अलावा गैप स्कोर हम अधिकतम वैल्यू क्यों देते हैं अधिकतर स्कोर के लिए क्योंकि हमें बेहतर एलाइनमेंट मिलनी चाहिए इसीलिए हम स्कोर को अधिकतम करना चाहते हैं तो तीनों कंडीशन तीनों ऑप्शन के अधिकतम वैल्यू उन्होंने लिया है तो यहां पर हम बाई तरफ से वैल्यू लेते हैं और बाई तरफ के एक्सेस की ओर गैप पेनल्टी जोड़ देते हैं और नहीं तो ऊपर से वैल्यू लेते हैं और गैप पेनल्टी y एक्सेस की ओर या डायगोनल लेकर वेट ले सकते हैं की यह मैच हो या मिसमैच तो यह कैसे कर सकते हैं तो पहले हम गैप सिंबल देते हैं 3 उसके बाद उसके हम पहले इनिशियलइस करते हैं तो हम देते हैं 3 और अगर पूरा का पूरा गैप हो तो हम देते हैं 24 दोनों तरफ अब हमें सबसे पहले एलाइन करना है तो सबसे पहला वाला नंबर क्या है तो 3 ऑप्शन हैं इसके लिए और वो तीन ऑप्शन कौन से हैं एक हम यहां से आ सकते हैं और दूसरा यहां से या बाएं से दाएं तरफ यहां पर एक गैप लाते हैं यहां पर गैप लाते हैं और यहां पर एलाइनमेंट की मैच हो या मिसमैच तो पहला ऑप्शन S 0 0 ठीक है यहां से वेट ऑफ a1 b1 तो यहां पर आप देख रहे हैं a a1 क्या है C b1 क्या है स्टूडेंट C C तो यह मैच है तो मैच का स्कोर इक्वल टू 8 तो यहां पर हम लगाते हैं 0 8 8 उसके बाद ऑप्शन 2 हम चलते हैं S11 से दट इज इक्वल टू S01 प्लस वेट ऑफ a1 गैप तो आप यह कीजिए 3 एडड टू to 3 तो और एक 3 लगाइए तो यह होगा स्टूडेंट 8 8 तो 8 का अधिकतम वैल्यू यहां पर लगाइए तो यहां पर क्या वैल्यू है यहां से कौन से नंबर की पॉसिबिलिटी है यह जो नंबर है 8 यह क्या है इस तरफ स्टूडेंट 9 9 और इस तरफ स्टूडेंट 5 यह है 5 तो 5 सबसे अधिक है तो यहां पर 5 लगाइए तो अब 5 है यहां पर क्या नंबर है यही हैं ऑप्शनस 5 स्टूडेंट 5 और 9 तो सबसे अधिक नंबर है 5 तो हम यहां 5 लगाते हैं ठीक है इसे अब जल्दी से 5 2 3 यहां पर इक्वल टू 5 3 5 3 2 5 3 2 और यहां 8 स्टूडेंट 5 मिसमैच के कारण 5 इक्वल टू 3 तो यह अधिकतम है तो यहां पर हम 3 लगाते हैं अंत में हम मैट्रिक्स को भर देते हैं तो अंत में मिलेगा सबसे अनुकूल स्कोर 14 तो अभी यह सवाल है कि हम पीछे कैसे जा सकते हैं हमें अधिकतम वैल्यू मिला है और इससे पीछे जाना है क्योंकि 3 पॉसिबिलिटी हैं और 3 दिशाएं और देखना है कि कौन सा बेहतर है अब पीछे जाना है और अंत में ठीक तरह का एलाइनमेंट करना है ठीक है अब यह है 14 सबसे अधिकतम तो पीछे जाते हैं पहले 3 से फिर यह है 6 और यह है 9 और यह है 6 2 और 3 और यहां पर दिख रहे हैं 8 तो यहां पर है 1 यहां पर एक गैप लाते हैं तो गैप यहां पर है T और T एलाइन हुए हैं ठीक है बाकी सभी भी एलाइन हुए हैं CC TG TG AA और AT CC ठीक है तो हमने बाकी सभी सीक्वेंस को एलाइन किया है तो आप नंबर लगाते हैं अंत में हमें मिलता है 14 का टोटल अभी अगर आपके पास दो सीक्वेंस है तो उनको चेक करके हम यह देखते हैं कि मैट्रिक्स को भरने के लिए 3 पॉसिबिलिटी कौन कौन से हैं और अधिकतम नंबर से मैट्रिक्स को भर के हम पीछे की ओर जाते हैं और अंत में हम एलाइनमेंट करते हैं तो यहां पर हैं दो तरह के एलाइनमेंट उनमें से एक है ग्लोबल एलाइनमेंट जिसे मैंने पिछले क्लासों में डिस्कस किया था इससे सभी रेसिड्यू एलाइन हो जाते हैं और फिर कुछ ऐसे केस हैं जिनमें एलाइन करते वक्त सिर्फ छोटे क्षेत्रों का ख्याल रखते हैं तो यहां पर हमें जरूरत है लोकल एलाइनमेंट की स्टूडेंट यहां पर रिपीट्स या छोटे मोटिफ्स होते हैं जिनकी मुख्यता उनके विशिष्ट कार्य के तौर पर है जैसे TATA बॉक्स बाइंडिंग प्रोटीन तो TATA बॉक्स आवश्यक है बाइंडिंग के लिए तो अगर हमें छोटे रिपीट्स या छोटे मोटिफ्स देखने हैं तो लोकल एलाइनमेंट के द्वारा पा सकते हैं ठीक है उदाहरण के लिए अगर यह है सीक्वेंस a और सीक्वेंस b कभी कभी इन्हें अलग किए बिना एक साथ लेते हैं तो ग्लोबल एलाइनमेंट में यहां के गैप भी गिने जाते हैं और यहां पर आप देख सकते हैं की लोकल एलाइनमेंट में गैप की परवाह किए बिना उन्हें छोड़कर बाकी क्षेत्रों पर ही ख्याल रखते हैं और एक एलाइनमेंट भी है सेमी ग्लोबल एलाइनमेंट जिसके जरिए हम सीक्वेंस एलाइन कर सकते हैं गैप के तौर पर कि यह कहां स्थित हैं सीक्वेंस के अंदर या सीक्वेंस के बाहर अगर कुछ केस में यह गैप सीक्वेंस के बाहर हैं जिन्हें कहा जाता है टर्मिनल गैप तो यह अधूरी डाटा एक्विजिशन के कारण सीक्वेंस के बाहर हैं और इनका कुछ बायोलॉजिकल महत्व नहीं है ऐसी स्थिति में यह गैप निकाले जा सकते हैं अगर हम इन्हें टर्मिनल गैप निकाल दें तो सिर्फ इनके बीच रहने वाले सीक्वेंस को एलाइन करते हैं तो इस तरह के एलाइनमेंट को हम सेमी ग्लोबल एलाइनमेंट कहते हैं और इसे करने का तरीका उदाहरण के लिए हमारे पास यहां पर दो सीक्वेंस हैं यह है सीक्वेंस 1 और यह है सीक्वेंस 2 इनसे अलग तरीके के एलाइनमेंट कर सकते हैं उदाहरण के लिए इस तरह का एलाइनमेंट कर सकते हैं जो लगता है ग्लोबल एलाइनमेंट की तरह और अच्छा एलाइनमेंट नहीं है क्योंकि यहां पर गैप है और यहां पर गैप है और रेसिड्यू ठीक तरह से एलाइन नहीं हुए लेकिन अगर आप उसका डिटेल देखेंगे तो आपको दिखेगा मैच होने वाला क्षेत्रजो है T A T A तो हमें इस तरह का इंफॉर्मेशन चुन निकालना है ऐसी स्थिति में स्मित और वाटरमैन ने एक और ऑप्शन दिया है अभी हमारे पास 3 ऑप्शन हैं ठीक है वुंश और नीडलमैन के 3 ऑप्शन स्टूडेंट 3 ऑक्शन कौन से हैं मैच या मिसमैच डीलीशन और इन्सर्शन् ठीक है इन तीनों का अधिकतम मूल्य लिया जाता है अभी यह चौथा ऑप्शन यहां पर 0 का सबसे कम मूल्य दिया जाता है यहां पर कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं चाहते सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू को रखना चाहते हैं अगर वह नेगेटिव हो तो उसे निकाल दिया जाता है और उसे एलाइनमेंट में शामिल नहीं किया जाता है एलाइनमेंट में सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू को शामिल किया जाता है तो अभी अभी यह 4 ऑप्शन का अधिकतम वैल्यू एक है Si 1 S j 1 डायगोनल के बाई तरफ डायगोनल रेखाओं से होते हुए तो a और b को मैच और मिसमैच के तौर पर देखें तो दूसरे पोजीशन में एक गैप है तीसरा भी गैप फिर इन्सर्शन् और एक डीलीशन और अंत में उन्होंने दिया है 0 तो अगर आपके पास यही सीक्वेंस है मैं उस सीक्वेंस को पहले इनीशिएलाइजेशन देता हूं क्योंकि उसमें कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं है तो हम ने लगाया है 0 ठीक है अभी यहां क्या आएगा स्टूडेंट C और C 8 8 ठीक दिस इज इक्वल टू 8 क्योंकि C और C यह है 8 यह एक मैच है और यहां पर है एक गैप जो है 3 और दूसरा गैप है इन्सर्शन् 3 तो यह है ऑप्शन 4 जो है 0 तो इन चार ऑप्शन में अधिकतम मूल्य है 8 तोयहां पर 8 लगाइए ठीक अगला वाला क्या होगा यहां पर क्या आएगा स्टूडेंट 5 8 है 13 13 स्टूडेंट हां सर ठीक 13 तो अभी हमने यह मैट्रिक्स पूरा कर लिया है ठीक है तो अभी अधिकतम स्कोर है 18 तो अब इस 18 से पीछे चलते हैं तो यहां पर चलते हैं 10 है यहां यह है इन तीनों के बीच है 13 तो यह है यहां पर 5 यह है 8 और उसके बाद 0 तो यह यहां रुक जाता है तो यहां पर बनाओ तो यह है 18 T और T मैच तो यहां पर प्रयोग करते हैं गैप तो A फिर C और C मैच कर रहे हैं ठीक फिर से एक गैप A और A मैच होने के कारण इट इज इक्वल टू 18 ठीक तो मैं और एक उदाहरण दूंगा तो यहां पर दो सीक्वेंस हैं यह है सीक्वेंस 1 और यह है सीक्वेंस 2 और एलाइनमेंट कैसे करेंगे एकदम सरल रखने के लिए लगाइए मैच स्कोर इक्वल टू 1 मिस मैच स्कोर इक्वल टू 1 और गैप सिंबल इक्वल टू 1 तो अभी क्या वैल्यू है 0 0 क्योंकि यहां पर 4 कंडीशन का अधिकतम मूल्य है 0 ठीक है यहां पर कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं है ठीक है तो यह 0 होगा तो अंत में एलाइनमेंट करने के बाद हमें यहां के यह नंबर मिलेंगे इक्वल टू 1 यह है इक्वल टू 2 और यह है इक्वल टू 3 और यह है इक्वल टू 4 तो अभी यह अधिकतम वैल्यू है ठीक है तो अभी हम पीछे चलेंगे 4 3 2 1 तो अंत में अगर आप एलाइनमेंट देखेंगे यह है A और A A और A और A एलाइन हुए हैं और T और T यह T और यह T एलाइन हुए हैं और यह A और यह A एलाइन हुए हैं और यह T और यह T एलाइन हुए हैं और उसके बाद यह 0 तो अगर हमें इन दो सीक्वेंस के बीच यह मोटिफ् मिला है ठीक है यह डी एन ए बाइंडिंग प्रोटीन का एक विशिष्ट मोटिफ् है तो इसी तरह हम कोई विशिष्ट मोटिफ या पैटर्न एलाइनमेंट में देख सकते हैं तो यही है लोकल एलाइनमेंट का एप्लीकेशन तो अभी 2 सवाल हैं तो यह दो अलग अलग एल्गोरिदम प्रयोग करके दो सीक्वेंस को एलाइन कर सकते हैं या तो लोकल एलाइनमेंट या ग्लोबल एलाइनमेंट के जरिए तो अब तक आज हमने क्या डिस्कस किया स्टूडेंट Refer Time 1742 एल्गोरिदमस फॉर एलाइनमेंट हां एल्गोरिदमस फॉर एलाइनमेंट तो किस तरह दो सीक्वेंस को अलग तरीके से एलाइन कर सकते हैं तो डायनामिक प्रोग्रामिंग क्या होता है स्टूडेंट हम जिस तरीके से एलाइनमेंट करने वाले हैं उसे छोटे भागों में बांट देते हैं छोटे भागों में ठीक स्टूडेंट और हम उन छोटे छोटे भागों को एलाइन करेंगे Refer Time 1806 और फिर अंत में उन सब को जोड़कर पूरा एलाइनमेंट पाएंगे ठीक तो आज हमने कौन से दो अलग एल्गोरिदम डिस्कस किए थे स्टूडेंट नीडलमैन वुंश एल्गोरिदम वुंश नीडलमैन एल्गोरिदम स्टूडेंट स्मित और वाटरमैन स्मित और वाटरमैन एल्गोरिदम वुंश नीडलमैन एल्गोरिदम किस प्रकार के एलाइनमेंट के लिए है स्टूडेंट ग्लोबल ग्लोबल एलाइनमेंट ठीक वुंश नीडलमैन एल्गोरिदम का प्रयोग करते वक्त किस बात को ध्यान में रखने की आवश्यकता है स्टूडेंट सब्सीट्यूशन Refer Time 1829 सब्सीट्यूशन स्कोर मैक्सिमा Refer Time 1830 मैक्सिमा किसकी होती है 3 अलग कंडीशन होते हैं लोकल एलाइनमेंट के संदर्भ में या तो सब्सीट्यूशन स्कोर या इन्सर्शन् या डीलीशन स्टूडेंट हमारे पास चौथा कंडीशन भी है चौथा कंडीशन वह क्या है 0 है तो आपको वैल्यू मिलेंगे तो अब तक हमने कुछ नंबर यूज़ किए थे मैच स्कोर के लिए या मिसमैच स्कोर या गैप के लिए हमने नंबर यूज़ किए थे ठीक है लेक्चर के शुरुआत में हमने कुछ मैट्रिसेस के बारे में डिस्कस किया था कौन से मैट्रिसेस के बारे में हमने डिस्कस किया स्टूडेंट पाम और ब्लॉसमRefer Time 1858 पाम मैट्रिक्स और ब्लॉसम मैट्रिक्स पाम मैट्रिक्स की क्या विशेषताएं हैं स्टूडेंट यह म्यूटेशन को मुख्यता देता है सर यह म्यूटेशन को मुख्यता देता है तो जिस प्रकार के म्यूटेशन हो उस के तौर पर या म्यूटएबिलिटी रेट पर आधारित है ठीक तो इस तौर पर मैट्रिक्स को डिराईव किया जाता है तो इसी तरह ब्लॉसम मैट्रिक्स और पाम मैट्रिक्स में मौजूद नंबर का प्रयोग करके हम मैच या मिस मैच को वेटेज दे सकते हैं वेटेज देने पर प्रोबेबल एलाइनमेंट पा सकते हैं ठीक ब्लास्ट में एल्गोरिदम का प्रयोग करते हुए उसका उपयोग ऐसे किया जाता है तो अगले क्लास में हम डिस्कस करेंगे सीक्वेंस को एलाइन करने में प्रयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर के बारे में ब्लास्ट किस तरह से काम करता है उसे डिस्कस करेंगे मैं आपको यह बताऊंगा कि कैसे दो सीक्वेंस को लेकर उन्हें एलाइन किया जा सकता है और किस तरह का स्कोर देते हैं और दो सीक्वेंस को दी गई स्कोर की तुलना कैसे करते हैं अगर आपके पास एक सीक्वेंस है और उसे 3 4 अलग सीक्वेंस के साथ एलाइन किया जाता है तो उनमें से किसका स्कोर सबसे ज्यादा है और कौन सा होगा प्रोबेबल एलाइनमेंट तो एलाइनमेंट स्कोर देते हैं और एलाइनमेंट को उच्चतम होने का प्रयास करते हैं इसे हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे ध्यान देने के लिए सधन्यवाद